इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हम क्लॉकिंग और विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की जो कि उत्पन्न हो सकती हैं एक डिज़ाइन और कुछ बाधाएं जैसे कि होल्ड टाइम स्क्यू सेटअप समय आदि उन्हें सही संचालन प्रणाली के लिए शामिल किया जाना चाहिए आज इस सप्ताह में वास्तव में हम कुछ ऐसे मसले पर चर्चा करेंगे जिसे टाइमिंग क्लोज़र कहा जाता है टाइमिंग क्लोज़र का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ आवश्यकताएं हैं जो कि विशिष्टताओं से आ सकती हैं कि हम वास्तव में किस तरह का व्यवहार चाहते हैं उस सर्किट से क्या आवश्यकता है जिसे हम डिजाइन कर रहे हैं लेकिन यह संभव है कि जब हम नेट सूची त्यार कर चुके हैं हम स्थापित कर चुके हैं ब्लॉक को रूट कर चुके हैं कुछ अन्तर कनेक्शनकुछ नेट तो ऐसा हो सकता है कि उन में टाइमिंग बाधाओं में से कुछ का उल्लंघन हुआ हो टाइमिंग क्लोज़रका कहना है कि तेजी से तरीके से मूल्यांकन कैसे करें कि क्या किसी भी तरह की बाधाओं का उल्लंघन हो रहा है और यदि हम किसी भी उल्लंघन को देखते हैं तो हम क्या उपाय कर सकते हैं या अपना सकते हैं ताकि उन उल्लंघनों को सही तरीके से टाला जा सके इसलिए यह हमारी चर्चा का विषय है टाइमिंग क्लोज़र देखें जब एक चिप का लेआउट बनाया जाता है इसलिए जब मैं कहता हूं कि चिप का लेआउट बनाया गया है तो यह संपूर्ण बैक एंड डिज़ाइन प्रक्रिया के माध्यम से है तो आप फ्रंट एन्ड डिजाइन से प्राप्त होने वाली नेटलिस्ट से हम कुछ सर्किट विभाजन कर सकते हैं फिर हम संभवतः फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट राउटिंग और फिर अंतिम लेआउट कर सकते हैं यह वह है जो चिप का अंतिम लेआउट जैसे दिखेगा और लेआउट को 2 बाधाओं को संतुष्ट करना ज़रूरी है पहली बाधा को ज्यामितीय अवरोध कहा जाता है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे ज्यामितीय बाधाओं का कहना है कि इस सेल को गैर अतिव्यापी होना पड़ता है और नियमितता के बीच पर्याप्त स्थान होना चाहिए जैसे जब हम ज्यामितीय अवरोध कहते हैं तो यह केवल सेल या ब्लॉकों का नहीं होता है इसका मतलब यह है कि चिप के अंतिम लेआउट पर विचार करने पर यह सबसे निचले स्तर तक जा सकता है अब चिप के अंतिम लेआउट में हमारे पास अलग अलग परतें हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया था अगर आप याद करें तो वहां मूल विशेषताएं आयताकार क्षेत्रों की तरह दिखेंगी और ये क्षेत्र पॉलीसिलिकॉन परत प्रसार परत धातु की विभिन्न परतों पर मौजूद हो सकते हैं तो अंत में हमारे पास कुछ आयताकार क्षेत्र हैं तो इस स्तर पर कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं हम कहते हैं कि मेरे पास 2 लाइनें हैं हो सकता है कि यह एक दूसरे के समानांतर चलने वाले इंटरकनेक्ट का प्रतिनिधित्व करें 2 बातें हैं इन पंक्तियों की चौड़ाई क्या है क्योंकि इस रेखा की चौड़ाई यह निर्धारित करेगी कि इस रेखा का प्रतिरोध R1 और R2 में से क्या होगा दूसरे इन 2 लाइनों के बीच अलगाव इन 2 लाइनों के अलग होने से इन 2 चलने वाले तारों के बीच कैपेसिटेंस का निर्धारण होगा इसलिए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि जब हमारे पास एक लंबी संचरण लिंक होती है तो RC विलंब चित्र में आती है और इस देरी को मॉडल करने के लिए कुछ अनुमानित तरीके हैं जैसे कि एलमोर विलंब मॉडल तो इसी तरह यहां भी जब कुछ तारों को बिछाया जाता है तो कुछ आरसी विलंब हो सकते हैं और ये देरी निश्चित रूप से तारों की चौड़ाई की लंबाई पर निर्भर होगी तो तारों की लंबाई क्या होगी और यह कुछ अन्य समानांतर तार से अलगाव अंतर तार कैपेसिटेंस का निर्धारण करेगा तो यह पहली तरह की बाधा ज्यामितीय बाधा और दूसरी तरह की बाधा है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब आपके पास सिस्टम में यह स्टोरेज सेल होगा फ्लिप फ्लॉप या लैच तो इन भंडारण तत्वों में कुछ अंतर्निहित सेटअप और होल्ड की आवश्यकताएं होंगी तो आपको याद है कि सेटअप समय क्या था जब भी क्लॉक की एज आती है उससे पहले मुझे अपने इनपुट को स्थिर करना होगा जो कि सेटअप समय है और क्लॉक की एज के बाद होल्ड समय बताता है कि मुझे अपना डेटा स्थिर रखने में कितना अधिक समय देना चाहिए अन्यथा फ्लिप फ्लॉप गलत तरीके से व्यवहार कर सकता है तो यह सेटअप और होल्ड समय भंडारण तत्वों की विशेषताएं हैं और ये कुछ ऐसे हैं जो डिजाइनरों के नियंत्रण में नहीं हैं डिजाइनर उदाहरण के लिए क्लॉक के पेड़ के डिफ़ेरेन्ट लेआउट द्वारा एक क्लॉक स्क्यू को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए आप अन्य समय को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन यह सेटअप होल्ड समय कुछ ऐसे हैं जो इस भंडारण उपकरणों की विशेषताएं हैं जो हम एक डिजाइन में उपयोग करते हैं इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित समग्र अनुकूलन प्रक्रिया को मोटे तौर पर टाइमिंग क्लोज़र कहा जाता है अब यहाँ हम बाद में यह भी देखेंगे कि टाइमिंग क्लोज़र न केवल एक नेटलिस्ट को देखता है और आपको यह बताता है कि क्या ज्यामितीय और समय की कमी पूरी हुई है अच्छी तरह से आप समय पर जागरूक प्लेसमेंट और राउटिंग समाधान भी कर सकते हैं ताकि आप एक प्लेसमेंट बनाएं आप एक राउटिंग बनाएं जैसे कि आपके अंतिम समय की कमी या लक्ष्य हासिल किए जाते हैं यही वह आधुनिक है जिसे आप उच्च प्रदर्शन चिप या सर्किट के बैक एंड डिजाइन के लिए आधुनिक डिजाइन प्रवाह कह सकते हैं इसलिए मैंने टाइमिंग क्लोज़र के बारे में बात की है क्योंकि मैंने कहा था कि प्लेसमेंट और रूटिंग महत्वपूर्ण पथ बनाते हैं अब मोटे तौर पर यहां 3 चीजें हैं पहला है प्लेसमेंट ब्लॉक को कैसे रखा जाए जिससे कि सिग्नल देरी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार समय की कमी को पूरा करेगी अब आप देखते हैं कि एक बार ब्लॉक प्लेसमेंट को अंतिम रूप दिया जाता है और उसके बाद ही हम कुछ यथार्थवादी और सटीक अनुमान लगा सकते हैं आप विलंब अनुमान जैसे इंटरकनेक्शन देरी गेट देरी या सेल देरी और इतने पर कह सकते हैं लेकिन एक बार स्थिति तय नहीं होने के बाद यह देरी भी भिन्न हो सकती है और अभी जैसा कि मैंने कहा था कि देरी सिर्फ तार का एक कार्य नहीं है कि तार कितना लंबा है बल्कि पड़ोस पर भी क्या अन्य तार हैं जो समानांतर में चल रहे हैं एक ही परत या अलग अलग परतों पर हो सकते हैं कैपेसिटिव प्रभाव होगा क्रॉस टॉक जैसी कोई चीज होगी जिसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा तो यह प्लेसमेंट है तो हमारे पास टाइमिंग संचालित या टाइमिंग अवेयर राउटिंग है इसलिए फिर से धातु के कनेक्शनों का उपयोग करके विभिन्न जालों को कैसे लेआउट किया जाए ताकि सिग्नल देरी हमारी बाधाओं या आवश्यकताओं के अनुरूप हो इस प्लेसमेंट और रूटिंग के बाद क्या हो सकता है कि हम पता सकते हैं कि कुछ विलंब अभी भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें भौतिक संश्लेषण नामक कुछ समाधानों पर वापिस जाना पड सकता है इसलिए यहां हम क्या करते हैं हम विभिन्न तकनीकों को लागू करते हैं इसलिए हम इसके बारे में बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे इन तकनीकों का उपयोग किसी विशेष नेट की देरी को कम करने के लिए किया जाता है तो व्यापक दृष्टिकोण क्या हैं कई अन्य दृष्टिकोण भी हैं मुख्य दृष्टिकोणों का यहां उल्लेख किया गया है तो आप एक ट्रांजिस्टर या एक गेट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसे साइजिंग कहा जाता है इसलिए यदि आप इसे बड़ा करते हैं तो देरी कम हो जाएगी यदि आप इसे छोटा करते हैं तो देरी बढ़ जाएगी इसलिए इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप किसी मार्ग की देरी को कम करना या बढ़ाना चाहते हैं आप गेट या ट्रांजिस्टर को ठीक से आकार दे सकते हैं यह पहली तकनीक है और दूसरे के बारे में हमने बात की है जब हम क्लॉक के शुद्ध डिजाइन पर चर्चा करते हैं कि जब भी हमारे पास एक लंबा तार है प्रसार देरी अधिक हो सकती है इसलिए प्रसार में देरी को कम करने के लिए हमेशा बीच में बफ़र्स डालना अच्छा होता है और तीसरा हमें महत्वपूर्ण मार्ग के साथ एक सर्किट का पुनर्गठन करना पड़ सकता है यह भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर ये सभी तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम एक सर्किट की देरी को कम कर सकते हैं स्लाइड टाइम देखें 1026 तो टाइमिंग क्लोज़र के इस कदम के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या है क्योंकि आप डिज़ाइन के पहले के दिनों में देखते हैं हमने उस दौरान समय के बारे में चिंता नहीं की थी हम सर्किट की कार्यात्मक शुद्धता के बारे में अधिक चिंतित थे क्या सर्किट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं और मुख्य घटक आप कह सकते हैं यह जानना है कि कहाँ सबसे महत्वपूर्ण रूप से देरी हुई उस अवधि के दौरान हमने अक्सर अंतर्संबंध विलंब को अनदेखा किया इसलिए हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सिग्नल प्रसार में देरी समग्र सर्किट देरी में मुख्य योगदानकर्ता था और उन अवधि के दौरान हमने इंटरकनेक्शन तारों की देरी को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि इस सेल प्लेसमेंट और राउटिंग ने सर्किट प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया था क्योंकि जब हमने सर्किट प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था तो हमने केवल गेटों की देरी के बारे में बात की थी हमने इंटरकनेक्शन की देरी के बारे में बात नहीं की थी तो यह अपरिवर्तनीय है कि क्या तार कम हैं या तार लंबे हैं हमने मान लिया था कि गेट देरी की तुलना में इंटरकनेक्शन देरी नगण्य है लेकिन 1990 के दशक के बाद जब डिवाइसों को छोटा करना शुरू किया गया MOS ट्रांजिस्टर इसे टेक्नोलॉजी स्केलिंग कहा जाता है इसलिए यहां स्थितियां बदलने लगीं इसलिए इंटरकनेक्शन देरी के सापेक्ष प्रभाव में वृद्धि होने लगी और आज हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां गेट या सेल देरी की तुलना में इंटरकनेक्शन देरी पूर्व प्रमुख हो रही है तो अगली स्लाइड एक विचार देगी रिफ़र स्लाइड टाइम 1219 इस पहले आरेख में सिर्फ 2 गेट देखें 1 गेट का आउटपुट दूसरा गेट ड्राइव कर रहा है तो हम क्या मूल्यांकन कर रहे हैं हम यह मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले गेट पर कुछ इनपुट लागू कर रहे हैं कुछ समय के बाद दूसरे गेट के इनपुट पर संबंधित वैल्यू कितने समय के बाद आ रहे हैं यह कुल देरी है अब 80 के दशक में परिदृश्य यह था कि आउटपुट में देरी के लिए अधिकांश इनपुट कुल देरी योगदानकर्ता लॉजिक गेट था मोटे तौर पर इस 85 प्रतिशत देरी का योगदान यहाँ दिया गया और बाकी 15 प्रतिशत देरी का अंतर्संबंधों में योगदान था लेकिन 90 के दशक के मध्य में इंटरकनेक्शन में देरी बढ़ने लगी क्योंकि तार पतले होते चले गए और गेट भी छोटे होते चले गए वे तेज ज़रूर हो गए थे इसलिए अब यह योगदान लगभग 80 प्रतिशत और यहाँ 20 प्रतिशत हो गया था इसलिए लॉजिक के आउटपुट में देरी के लिए इनपुट का आधा इंटरकनेक्ट के कारण होगा और आधा गेट की देरी के कारण लेकिन आप आज देखते हैं कि आप गहरी उप माइक्रोन टेक्नोलॉजी डोमेन में हैं यहां स्थिति उलट हो गई है अब इंटरकनेक्शन में हम लगभग 80 प्रतिशत देरी या उससे भी अधिक की उम्मीद कर रहे हैं और जबकि गेट देरी केवल 20 प्रतिशत है इसलिए जैसा कि आप आज उच्च प्रदर्शन सर्किट डिजाइन या भौतिक डिजाइन में देख सकते हैं इंटरकनेक्शन मॉडलिंग और प्रॉपर्टी रूटिंग के दौरान इंटरकनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है यह सर्वोपरि महत्वपूर्ण है इसलिए आज परिदृश्य यही है अब सेटअप का त्वरित पुनरावर्तन करें और समय को रोकें क्योंकि हम अपने बाद की चर्चाओं में देरी से संबंधित कुछ मान्यताओं का उपयोग करेंगे इसलिए जब हमने क्लॉकिंग पर चर्चा की तो हमने क्या चर्चा की वहां हमने कहा कि जब हम सर्किट घटकों के माध्यम से प्रसार देरी पर विचार करते हैं जैसे जब हम कहते हैं कि सर्किट घटकों के माध्यम से प्रसार में देरी होती है तो हम कह रहे हैं कि कुछ भंडारण तत्व हैं रिफर स्लाइड टाइम 1451 आइए मेरे पास एक सेटअप है फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर R1 है तो मेरे पास एक और सेटअप है फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर R2 और बीच में सर्किट का एक संयोजन है तो एक क्लॉक है जो इन दोनों रजिस्टर को फीड कर रही है तो हमने जो कहा वह यह है कि क्लॉक की निश्चित समयावधि होगी हम इस तरह कहेंगे कि क्लॉक आएगी मान लीजिए कि T क्लॉक की अवधि है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इस बार किस कारक पर यह समय निर्भर करेगा ज़ाहिर है यह इस कॉम्बिनेशन ब्लॉक की देरी पर निर्भर करेगा आइए हम इसे डेल्टा कहते हैं इसलिए यह डेल्टा पर निर्भर करेगा यह सेटअप समय पर भी निर्भर करेगा यह होल्ड समय पर भी निर्भर करेगा क्योंकि यह देखें कि यह कॉम्बिनेशन सर्किट गणना करने में कुछ समय लेगा और इसके बाद यह डेटा R2 के इनपुट पर उपलब्ध होगा इसलिए कि मैं क्लॉक लागू कर सकता हूं लेकिन सेटअप की बाधा कहती है कि अगली क्लॉक की एज आने से पहले इसे मुझे कुछ न्यूनतम समय देना होगा जिसके पहले इनपुट स्थिर होना चाहिए इसलिए केवल यही डेल्टा नहीं है मुझे इस सेटअप समय को इस कुल T में जोड़ना होगा और यह होल्ड आवश्यकता न केवल यह कहती है कि क्लॉक एज आने के बाद भी मुझे इसके बाद कुछ और समय के लिए इनपुट स्थिर बनाए रखना होगा इसलिए मेरी कुल क्लॉक की अवधि में केवल डेल्टा ही नहीं बल्कि सेटअप और होल्ड समय भी शामिल होना चाहिए इस तरह से मेरी कुल क्लॉक की अवधि बढ़ जाएगी यह आवश्यकता थी इसलिए जो समय अनुकूलन उपकरण हम उपयोग करते हैं वे इन 2 बाधाओं को पूरा करने के लिए प्रसार देरी को समायोजित करने का प्रयास करते हैं अब आप देखते हैं कि सेटअप बाधा को कभी कभी लंबी पथ बाधा कहा जाता है इसे फिर से याद करने के लिए क्या कहते हैं यह वह समय है जब भंडारण तत्व या रजिस्टर के संबंध में डेटा इनपुट को क्लॉक के एज से पहले स्थिर होना चाहिए हर तो हम इसे लंबी पथ बाधा क्यों कहते हैं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं हम आरेख के संबंध में वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ एक न्यूनतम समय होना चाहिए जिसके पहले डेटा स्थिर होना चाहिए इसलिए कॉम्बीनेशन सर्किट की अधिकतम खराब स्थिति प्रसार विलंब होना चाहिए यही कारण है कि मैं इसे सबसे लंबा रास्ता कह रहा हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं उदाहरण के लिए कुछ रास्ता छोटा हो सकता है मेरे पास इस तरह का सर्किट हो सकता हूं मान लें कि मेरे पास इस तरह का सर्किट है 2 आउटपुट हैं पहला आउटपुट केवल एक देरी के बाद उत्पन्न होता है एक एकल गेट लेकिन 3 गेट के अनुरूप देरी के बाद दूसरा आउटपुट उत्पन्न होता है इसलिए यहां जब मैं सबसे लंबा रास्ता बताता हूं तो यह दूसरे आउटपुट 3 गेट्स देरी के बराबर होगा इसलिए मुझे इसे ध्यान में रखना चाहिए इसलिए डेल्टा का अधिकतम मूल्य क्या है तो डेल्टा का मूल्य क्या है जिसके बाद आउटपुट निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगा क्योंकि यह एक गेट देरी के बाद बहुत पहले स्थिर हो जाएगा इसलिए डेल्टा में सबसे लंबा रास्ता शामिल होना चाहिए इसलिए जब भी हम सेटअप समय पर विचार कर रहे होते हैं वह यह होता है और होल्ड समय की बाधा होती है यह क्यों आता है तो होल्ड टाइम वह समय है जब हमें क्लॉक की एज के बाद डेटा को स्थिर रखना चाहिए यह आपको बताता है कि क्लॉक की एज के बाद भी मुझे कुछ समय के लिए डेटा को स्थिर रखना चाहिए क्यों क्योंकि यदि इनपुट डेटा इससे पहले बदल जाता है तो शायद दूसरा रजिस्टर पहले की अपेक्षा कर रहा होगा इससे अगले क्लॉक चक्र में जाने के बजाय उसी क्लॉक चक्र में डेटा बदलने की आवश्यकता होती है क्योंकि रजिस्टरों को क्लॉक की एज पर प्रतिक्रिया करने में कुछ समय लगेगा इसलिए जब भी कोई क्लॉक की एज आती है तो रजिस्टर तुरंत जवाब नहीं देता है इसमें कुछ समय लगेगा तो यह कहा जाता है कि इस समय यहां न्यूनतम टाइमआउट होना चाहिए यह होल्ड समय है जब आपको डेटा को स्थिर रखना होगा ताकि यह रजिस्टर विश्वासपूर्वक इनपुट डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर कर सके यदि इनपुट माध्य समय में बदलना शुरू हो जाता है तो गलत डेटा प्राप्त हो सकता है इसे लघु पथ बाधा कहा जाता है क्योंकि छोटे रास्ते यहां एक समस्या पैदा कर सकते हैं इसलिए आपको 2 मामलों डेल्टा अधिकतम और डेल्टा न्यूनतम पर विचार करना होगा इसलिए जब आप सेटअप समय के बारे में बात करते हैं तो हमें डेल्टा अधिकतम पर विचार करने की आवश्यकता है तो अधिकतम समय क्या है जो आउटपुट के स्थिर होने के लिए आवश्यक हो सकता है और उसके बाद आपको P सेटअप का समय देना होगा और t होल्ड का कहना है कि न केवल इस डेल्टा का न्यूनतम समय क्योंकि उसी क्लॉक चक्र के भीतर यह 2 बार रजिस्टर होता है इसलिए मुझे इस तरह की सहिष्णुता रखनी होगी सन्दर्भ स्लाइड समय 2052 इसीलिए इन सेटअप और होल्ड समय बाधाओं को दीर्घ मार्ग और लघु मार्ग बाधा कहा जाता है इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है उसे ताज़ा करने के लिए सेटअप की कमी में हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई सिग्नल संक्रमण बहुत देर से न हो और बाधाएँ कुल चक्र का समय हो या समयावधि कम्बाइंड सर्किट में देरी सेटअप समय और बेशक क्लॉक स्क्यू यदि कोई हो के बराबर से अधिक होनी चाहिए इसलिए समय के समापन के प्रारंभिक चरण सामान्य रूप से सेटअप बाधाओं पर केंद्रित होते हैं तो यह क्या करता है कि यह जांचता है कि क्या सर्किट सेटअप बाधाओं से मिलता है तो हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है हमें कॉम्बिनेशन देरी t कोंब देरी अनुमान लगाने की आवश्यकता है क्योंकि सेटअप और स्क्यू पहले से ही ज्ञात है जिसे मैं मान रहा हूं इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमें पूरा करने की जरूरत है तो कॉम्बिनेशन सर्किट के माध्यम से प्रचार करने में कितना लंबा सिग्नल ट्रांसफ़ॉर्म होगा इसका मतलब 1 स्टोरेज एलिमेंट से अगले तक है इसलिए रजिस्टर चरणों में रखे गए हैं और बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट हैं हमें एक अच्छा अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि अनुमान क्या है इसका मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट में देरी है इसलिए एक संग्रहण तत्व के आउटपुट से आपको सिग्नल संग्रहण के लिए अगले संग्रहण तत्व के इनपुट तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है और इस प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से किया जाता है जिसे स्थैतिक समय विश्लेषण कहा जाता है इसलिए हम बाद में इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे संदर्भ समय देखें 2236 इसलिए स्थैतिक समय विश्लेषण अनिवार्य रूप से 2 चीजें करता है यह एक गेट या ट्रांजिस्टर के दिए गए नेटलिस्ट से शुरू होता है तो एक दिया सर्किट नेटलिस्ट और यह संकेतों के वास्तविक आगमन समय और आवश्यक आगमन समय की गणना करने की कोशिश करता है हम बाद में इसके बारे में विस्तार से जाने वाले हैं उत्पादन के संबंध में उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक आगमन समय प्रदान किया जा सकता है इसलिए हमें उन्हें हर टर्मिनल या हर गेट के लिए गणना करना होगा अब एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ कॉल स्लैक की पहचान कर सकते हैं जो RAT और AAT के बीच का अंतर है और यह समय के उल्लंघन की पहचान कर सकता है कुछ सेल के लिए आपको लग सकता है कि वास्तविक आगमन का समय आवश्यक आगमन समय से अधिक हो रहा है इसलिए समय का उल्लंघन है तो आपको किसी तरह से समय को समायोजित करना पड़ सकता है ताकि उन समय के उल्लंघन को सही तरीके से संबोधित किया जा सके तो यह देखेंगे और पहले स्थैतिक समय विश्लेषण आम तौर पर हम सिग्नल संक्रमण देरी को सबसे खराब स्थिति मान के रूप में मॉडल करते हैं और हम यह भी देखेंगे कि कुछ गलत रास्ते कहे जाते हैं जिन्हें माना भी जाता है झूठे रास्ते इस तरह हैं आप देखिए मेरे पास एक कॉम्बिनेशन सर्किट है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आवश्यक न्यूनतम घड़ी की अवधि या अधिकतम घड़ी की आवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए मुझे सबसे खराब मामले की देरी का अनुमान लगाना होगा यह मैं आमतौर पर स्थिर समय विश्लेषण का उपयोग करता हूं अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि कॉम्बिनेशन सर्किट में सबसे लंबे रास्ते का मतलब जरूरी नहीं कि सबसे लंबा देरी हो क्योंकि रास्ते वहां हो सकते हैं लेकिन सर्किट ऐसा हो सकता है कि कोई सिग्नल उस रास्ते से न चले हम बाद में फिर से कुछ उदाहरण देखेंगे इन रास्तों को झूठे रास्ते कहा जाता है ऐसे रास्ते होते हैं जो ज्यामितीय रूप से आप देख सकते हैं कि एक रास्ता है लेकिन सिग्नल मूल्य के संबंध में द्वार इस तरह से काम करेंगे कि सिग्नल उन लंबे रास्तों के साथ कभी भी प्रचारित नहीं होगा इसलिए यदि आप झूठे रास्तों को पहचान सकते हैं और उन्हें विचार से हटा सकते हैं तो आपका विश्लेषण बहुत तेजी से हो सकता है यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है स्लाइड समय का संदर्भ लें 2515 इसलिए जैसा कि मैंने कहा था एक बार हमने आवश्यक आगमन समय और वास्तविक आगमन समय की गणना की है सर्किट में प्रत्येक बिंदु x के लिए यह एक गेट के इनपुट को गेट के आउटपुट को निरूपित कर सकता है कुछ पिन से आप इस स्लैक की गणना कर सकते हैं तो एक सकारात्मक स्लैक का मतलब है कि आपके आवश्यक आगमन का समय वास्तविक समय के वास्तविक आगमन से अधिक है जिसका अर्थ है कि समय का उल्लंघन नहीं है लेकिन अगर RAT छोटा है इसका मतलब है कि यह नकारात्मक है जिसका अर्थ है कि समय का उल्लंघन है अब यदि समय का उल्लंघन है तो हमें भौतिक संश्लेषण पुनर्गठन के लिए जाना होगा जहां हम नेटलिस्ट को संशोधित करते हैं ताकि वास्तविक आगमन समय को कम किया जा सके ताकि इस स्लैक मूल्य को फिर से 0 या सकारात्मक बनाया जा सके अब कुछ तरीके हैं जिनमें आप ऐसा कर सकते हैं मैं उनमें से कुछ को समझाता हूं पहली तकनीक जो यहां बनी हुई है वह यह है कि महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़े गेटों को संकेतों को तेजी से प्रचारित करने के लिए बड़ा किया जा सकता है रिफर स्लाइड टाइम 2634 मान लीजिए कि यहां गेट है इसे इन्वर्टर कहें यहां एक और गेट है मान लीजिए कि यह वह रास्ता है जो समस्या पैदा कर रहा है जिसके लिए स्लैक मूल्य नकारात्मक है इसलिए हम इस मार्ग की देरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम यह कैसे कर सकते हैं हमें देखते हैं यह इन्वर्टर यदि आप इन्वर्टर के CMOS स्तर की प्राप्ति को देखते हैं तो यह एक P प्रकार है PMOS ट्रांजिस्टर यह एक NMOS है तो इनपुट यहाँ आ रहा है आउटपुट यहाँ से जा रहा है इसी तरह आपके पास एक और ऐसा है तो आपका सर्किट इस तरह है हो सकता है कि यह किसी अन्य गेट को चला रहा हो इसलिए यह कुछ और ड्राइव कर रहा होगा तो जिस तरह से हम यह मॉडल बनाते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये इंटरकनेक्शन लाइन हैं यहां कुछ समानांतर लाइनें होंगी वहां कुछ कैपेसिटेंस भी होगी गेट कैपेसिटेंस भी होगी क्योंकि यह अंततः गेट को ड्राइव कर रहा है तो अगर आप गेट MOS ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो एक समानांतर प्लेट संधारित्र जैसा दिखता है शीर्ष पर गेट और तल पर सब्सट्रेट सब्सट्रेट सामान्य रूप से ग्राउंडेड है इसलिए अनिवार्य रूप से आप मॉडल कर सकते हैं कि जैसे कि यह एक संधारित्र एक कैपेसिटिव लोड चला रहा है इसी तरह जब मैं कहता हूं कि यह कुछ अन्य गेट चला रहा है तो यहां भी नीचे कुछ क्षमता होगी आइए हम इसे C1 कहते हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि एक गेट के आउटपुट पर सिग्नल 0 से 1 तक जा रहा है तो बताएं कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि संधारित्र इस पथ के माध्यम से 0 से उच्च वोल्टेज तक चार्ज हो रहा है तो यह p प्रकार ट्रांजिस्टर यहां भूमिका निभा रहा है और इसी तरह जब मैं कहता हूं कि इस गेट का आउटपुट 1 से 0 तक जा रहा है जिसका मतलब है कि संधारित्र पहले से ही चार्ज अवस्था में 1 उच्च है यह इसके पथ माध्यम से निर्वहन कर रहा है तो अब यह निर्वहन पथ इस तरह होगा इसलिए या तो PMOS ट्रांजिस्टर या NMOS ट्रांजिस्टर का संचालन किया जाएगा इसलिए यदि मैं सिर्फ लॉजिक के लिए मान कर चलू ये 2 ट्रांजिस्टर जब कंडक्टिंग स्तिथि में होते हैं तो उनका प्रतिरोध समान होता है तो चार्ज डिस्चार्जिंग देरी उस RC का उत्पाद होगा अब इस विधि में हम एक ट्रांजिस्टर को स्केल कर रहे हैं स्केलिंग का मतलब है कि पहले मेरा चैनल या गेट जो चैनल के ऊपर था इस तरह से था यह 1 टर्मिनल है यह 1 टर्मिनल है अब मैं उसे 2 गुणा व्यापक बना देता हूँ इसलिए अगर मैं इसे व्यापक बनाता हूं तो क्या होगा यदि इस का प्रतिरोध R था तो यह प्रतिरोध R2 हो जाएगा इसलिए यदि मैं ट्रांजिस्टर को स्केल अप करता हूँ तो उन्हें बड़ा करें तांकि यहां होने वाला प्रतिरोध R2 हो जायेगा तो मेरा विलंब RC2 बन जाएगा इसी प्रकार यदि मैं देरी को बढ़ाने के लिए इसे संकीर्ण बना सकता हूं मैं इसे 2R कर सकता हूं तो बस ट्रांजिस्टर को स्केल करके हमारे पास तारों के विभिन्न खंडों की देरी को नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है यह वही है जिसका हम पहले बिंदु से मतलब रखते हैं महत्वपूर्ण रास्तों पर पड़े गेटों को सिग्नल को तेजी से संचार करने के लिए बढ़ाया जा सकता है क्लॉक के बारे में चर्चा करते समय मैंने जिस दूसरे बिंदु के बारे में बात की थी मैं उसे एक बार फिर से देखता हूं बफ़र्स को लंबे महत्वपूर्ण तारों में डाला जा सकता है स्लाइड समय का संदर्भ लें 3044 मान लीजिए कि n लंबाई का एक लंबा तार है एलमोर विलंब मॉडल के संबंध में यदि हम वितरित प्रतिरोधों और धारिता पर विचार करते हैं तो देरी लंबाई के वर्ग के लिए प्रस्तावित है तो मान लें कि यह कुछ स्थिर के बराबर है इसलिए हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सर्किट को गति देने के लिए यह प्रस्ताव क्या है कि यह होल्ड लाइन थी अब आप बीच में कुछ बफ़र्स डालें तो इसे कुछ खंडों में तोड़ दें मान लें कि m खंड हैं 1 2 से लेकर m तक तो अब हर सेगमेंट में देरी कितनी होगी कुल लंबाई n थी इसलिए प्रत्येक खंड की चौड़ाई होगी क्योंकि m ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें मैंने बनाया है इसलिए प्रत्येक खंड की देरी होगी और क्यूंकि यहां m खंड हैं इसलिए कुल देरी m के साथ गुणा हो जाएगी इसलिए यदि आप एक छोटी गणना करते हैं तो यह बन जाता है तो मोटे तौर पर देरी m गुणा हो जाती है तो आप देखते हैं कि यदि आप कोर्स की देरी को कम करने के लिए इन अच्छे तरीकों के बीच में बफ़र्स सम्मिलित करते हैं तो हम जो कीमत दे रहे हैं वह बफ़र्स के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्र है यह निश्चित रूप से आपके बनाने के हमारे डिजाइन का व्यापार करता है आप हैं इस सर्किट को तेज बनाने के लिए हार्डवेयर का थोड़ा निवेश करते हैं और तीसरा कुल गहराई को कम करने के लिए आप जिस नेटलिस्ट ट्री का पुनर्गठन कर सकते हैं यह बहुत सरल है मैं बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक नेटलिस्ट है बस एक 4 इनपुट AND फ़ंक्शन यह कहें कि इनपुट ए बी सी और डी हैं तो आउटपुट का उत्पादन एबीसीडी है तो आप मूल रूप से इसे इस तरह से पुनर्गठन कर सकते हैं ये 2 कार्यात्मक रूप से समकक्ष हैं तो यहाँ देरी 3 थी अब देरी 2 थी गेटों के 2 स्तर तो सर्किट की देरी को कम करने के लिए नेटलिस्ट का इस तरह का पुनर्गठन भी एक बहुत ही सरल तरीका है अब हम बाद में अन्य विधि भी देखेंगे इसलिए हम उस सर्किट की देरी को कैसे बढ़ा सकते हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे और होल्ड समय की कमी के संबंध में यह उल्लेख करता हूं कि ये प्रारंभिक संकेत संक्रमण हैं जो एक समस्या पैदा करते हैं इसलिए होल्ड समय की कमी के लिए इस पर भी हमने पहले चर्चा की कि होल्ड टाइम की बाधा को दूर करने के लिए इसका मतलब है कि आप अनुमेय सीमा के भीतर हैं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट की देरी हमेशा होल्ड टाइम प्लस स्क्यू समय के बराबर से अधिक होनी चाहिए और यह कॉम्बिनेशनल विलंब अब न्यूनतम है संभवत अधिकतम नहीं संभवतः यह बराबर से अधिक है इसलिए न्यूनतम संभव विलंब समय से अधिक होना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसी के साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हम अगले व्याख्यान में अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद